हम ब्रूस्टर कोण के सत्यापन के प्रदर्शन का प्रयोग करने वाले हैं और प्रिस्म के कांच का के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करेंगे या किसी भी दिए गए कांच की पट्टी के लिए अपवर्तनांक ज्ञात कर सकेंगे इसके लिए हम परावर्तन का उपयोग करेंगे यह एक स्पेक्ट्रोमीटर है यह आप पहले देख चुके हैं यह एक प्रिस्म स्पेक्ट्रोमीटर है जहां हमने सोडियम प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल किया है यह समांतरित्र है यह प्रिस्म टेबल है और यह एक दूरदर्शी है इसे हमने स्पिरिट लेवल की सहायता से यांत्रिक रूप से तल समतल कर लिया है और प्रकाशीय लेवलिंग के बाद ही इस प्रिस्म को यहां पर रखा है इसका यह फलक अपवर्तक पृष्ठ है और यह प्रिस्म के कोण a b c हैं AC यह अपवर्तक पृष्ठ है इसे हम एक परावर्तक पृष्ठ की तरह उपयोग करेंगे इसे हम आपतित किरणों के परावर्तन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं दूरदर्शी और समांतरित्र को समानांतर किरणों के लिए समांजित कर लिया है कोई भी प्रयोग करने से पूर्व स्पेक्ट्रोमीटर को इस तरह तैयार करना होता है तो इस प्रयोग के लिए हम यहाँ से शुरुआत करेंगे की समानान्तर किरणें समांतरित्र से आ कर इस प्रिस्म पर आपतित हो रही हैं यहाँ हम इसे एक प्रिस्म नहीं अपितु इसे सिर्फ एक परावर्तक पृष्ठ की भाँति प्रयोग कर रहे हैं इस पृष्ठ पर पड़ने वाले प्रकाश परावर्तित हो जाएगे हम किसी आपतन कोण के लिए परावर्तित किरणों को जांचेगे कि क्या ये ध्रुवित हैं या नहीं इसके लिए एक ध्रुवक को विश्लेषक की तरह उपयोग करना होगा हमने ध्रुवक लगा दिया है ये अंदर है आप इस तरफ से इसे देख नहीं सकते ॰ यहाँ यह ध्रुवक है यह देखिए ध्रुवक में ये एक स्केल मापक है यहाँ अंदर ध्रुवक को असल में आप इस तरह से घुमा सकते हैं यह देखिए मै ध्रुवक को घुमा रहा हूँ जैसा मैने कहा था एक पूर्ण चक्र में मुझे परावर्तित किरणों की तीव्रता विलुप्त होती प्राप्त होनी चाहिए मुझे परावर्तित किरणें नहीं मिलने चाहिए तब मैं कह सकता हूँ की जो मुझे मिल रहे हैं वो ध्रुवित किरणें ही हैं अभी मैने इसे ब्रूस्टर कोण के लिए समांजित किया है और पहले में आपको परावर्तित किरणों की तीव्रता में परिवर्तन दिखाऊँगा फिर यह दिखाऊंगा कि किसी और आपतन कोण के लिए परावर्तित किरण का इस तरह से मै आपको दिखाता हू इसके लिए मोबाइल कैमरा को यहाँ रखना होगा तो इसे यहाँ दृश्यक के पास उसकी जगह रखिए तो इसे यहाँ रखते हैं मोबाइल कैमरा को क्रॉस वायर पर केंद्रित करते हैं इस स्लिट की छवि क्रॉस वायर पर दिख रही है ये कुछ और नहीं अपितु अपवर्तित किरणे ही हैं ये प्रतिबंब अपवर्तित किरणों से ही बनी है अब मै ध्रुवक के कोण को बदलता हूँ अर्थात प्रकाशीय अक्ष को घूमता हूँ अब देखिए क्या होता है जैसे जैसे मैं इसे बदल रहा हूँ तीव्रता घट रही है आप देखें तीव्रता अभी घट रही है और अब यह पूर्णता शून्य है कोई परावर्तन नहीं में घूमाना जारी रखता हूँ अब लग रहा है ये अधिकतम हो रहा है ये अधिकतम हो गया मैं अभी भी घूमा रहा हूँ मुझे पूर्ण चक्र में एक और जगह पूर्णतः शून्य तीव्रता मिलेगी हाँ तो यह है वो स्थिति अभी भी यदि मैं घूमाना जारी रखता हूँ ये दिखने लगा दिख रहा है और अब ये अधिकतम हो गया इस तरह एक पूर्ण चक्र में मुझे 2 बार अधिकतम तीव्रता एवं 2 बार शून्य तीव्रता मिलती है तो इसका अर्थ है इस आपतन कोंण पर यह परावर्तन कोण ब्रूस्टर कोण पर स्थित है अब मुझे इसका पाठ्यांक लेना है चूंकि मेरी उम्र हो चुकी है मुझे इसे पढ़ने में दिक्कत होती है यह करीब शून्य है और यह 3 तो ये 340 है ये 350 तो यह 340 और 1 नहीं 2 मुझे लगता है ये 342 है ये करीब 342 का कोण है मै इसे 342 लेता हूँ ये दूसरा वाला भी आपको लेना चाहिए जो भी पाढ़यांक हो और ये दूसरा वाला है 162 इसके बाद में सीधे पाढ़यांक लूँगा लेकिन उसके भी पहले में आपको दिखाता हूँ की यदि में आपतन कोण बदलता हूँ तो जो परावर्तित किरणें मिलेंगी वे ध्रुवित नहीं होंगी अर्थात ध्रुवक को एक चक्र में घूमने पर कभी भी प्रकाश पूरी तरह विलुप्त नहीं होगा तो अब मैं सिर्फ आपतन कोण को बदलुंगा तो इस तरह मुझे लगता है ये कोण बढ़ेगा मै कोण बढ़ाता हूँ मैने ये कोण बादल दिया है अब मुझे इस परावर्तित प्रकाश को खोजना होगा और उसके लिए कोण निकालना होगा इसे थोड़ा ढीला करेंगे परवर्तित प्रकाश को खोजना है मुझे लगता है मुझे दूसरी दिशा में जाना होगा मुझे ये कोण बढ़ाना होगा नहीं नहीं ये रहा मिल गया मुझे हां जी ये रहा हम अब कैमरा को यहाँ सेट करेंगे अभी ये ब्रूस्टर कोण पर नहीं है मोबाइल कैमरा को यहाँ सेट करते हैं परावर्तित किरणों के लिए हाँ अब देखिए ये आप परावर्तित किरणों को देख सकते हैं ध्यान रहे मैने आपतन कोण बदल दिया है और ये अब ब्रूसटर कोण नहीं है अब मै ध्रुवक को घूमता हूँ आप देखिए की कैसे इस प्रतिबिंब की तीव्रता बदलती है मै घुमा रहा हूँ घुमा रहा हूँ घुमा रहा हूँ ये कम हो रहा है अब ये न्यूनतम हो गया लेकिन शून्य नहीं मै घूमाना जारी रखता हूँ ये कम होता है अब इस स्थिति में न्यूनतम है मगर शून्य नहीं अर्थात ये किरणें आंशिक ये आंशिक ध्रुवित हैं ये पूर्ण ध्रुवित नहीं हैं क्यों कि ये कोण ब्रूसटर कोण से थोड़ा ही भिन्न हैं मैने इसे ब्रूसटर कोण से जरा सा ही परिवर्तित किया था तो आपको यही करना है आपतन कोण को बदल कर ध्रुवक को एक पूर्ण चक्र में घुमा कर प्रेक्षण लेना है देखिए की आपको क्या मिल रहा है मुझे ये बिंदु मिला अब मुझे क्या करना होगा अब मुझे आपतन कोण I को बढ़ाना है और देखना है की क्या इसमे कोई सुधार होता है अर्थात क्या न्यूनतम तीव्रता शून्य मिल रही है या हमे यह न्यूनतम ही नहीं मिल रहा पहले की तुलना में कम तीव्रता यह इस पर निर्भर करेगा की मैं कोण को किस दिशा में बदलता हूँ विपरीत दिशा में या उसी दिशा में लगातार इस तरह आपको कुछ सुधार या परिवर्तन दिखाई देगा इस तरह से आप सही कोण प्राप्त कर पायेंगे आपतन कोण अर्थात ब्रूसटर कोण मेरे पाढ़यांक थे 342 और दूसरी ओर 162 क्योकि मैने कुछ भी इसमें छेड़ा नहीं है अब मैं सीधे प्रेक्षण लेता हूँ मैं इसे निकाल देता हूँ माफ कीजिए इसे यहाँ से हटा देंगे उम्मीद है इसे मैने नहीं छेड़ा है नहीं मैने इसे नहीं बदला है मुझे इसे नहीं बदलना चाहिए मुझे लगता है मैने नहीं बदला है इसे निकाले मैने प्रिस्म को यहाँ से हटा दिया है प्रिस्म के इस्तेमाल में आपको काफी सतर्क रहना होता है क्योकि ये प्रिस्म टेबल इस वर्नियर स्केल से संबद्ध होता है और ये स्केल घूमना नहीं चाहिए वरना आपको उचित पाढ़्यांक नहीं मिलेगा मुझे लगता है में लगभग ये लेता हूँ यही उस सीधे इमेज की स्थिति है इसका पाढ़यांक क्या है मुझे लगता है ये 40 या 50 के बीच 41 42 हाँ ये लगभग 42 है इसे 42 लेते हैं 42 दशमलव कुछ तो मेरा कोण होगा इस सारिणी में लिख कर गणना कर सकते हैं मै एक रफ गणना कर रहा हूँ यहाँ मुख्य स्केल का पाढ़यांक 342 था शायद और अब मुझे मिला 52 लगभग 52 मैने अभी वर्नियर का पाठ नहीं लिए ये सिर्फ एक रफ गणना के लिए है इस बार यह कोण 342 है जिसके बाद ये 360 की ओरे जाएगा और फिर 52 तो हमारी गणना के हिसाब से यह कोण होगा 2θb ओह माफ कीजिये ये 2θb नहीं ये ϕ है ये हमने कहाँ डिस्कस किया था ओके ये यहाँ है this phi is you are getting this phi we are getting how much phi we are getting 342 ये ϕ आपको मिल रहा है कितना होगा ये ϕ यहाँ मै ϕ इसकी गणना करता हूँ जैसा मैने कहा था ये 52 होगा तो कितना हो गया 18 52 लगभग 70 ये ही आपका ϕ है अब ब्रूसटर कोण θB के लिए इस ϕ के आधे को 90 से घटायेंगे तो ये हुआ 90 702 अर्थात 90 ऋण 35 तो ये कितना हो गया लगभग 45 नहीं 55 तो आपको मिला लगभग 55 ये ही आपका θB है अब आप tan θB की गणना कर सकते हैं वो आपके काँच के लिए μ का मान होगा आप tan निकाल सकते हैं विद्यार्थी 55 हाँ tan 55 डिग्री इसका मान कितना है हाँ मुझे बताइए इसका मान कितना आयेगा विद्यार्थी 1428 एक एक दसमलव 428 428 ये 140 है काँच के लिए ये 15 होता है हमने सिर्फ एक रफ गणना की है और वास्तविक राशि से ये काफी करीब है तो एक दशमलव 5 का tan इनवर्स निकलते हैं tan इन्वेर्स μ ठीक यदि μ का मान 15 है तो ये डिग्री में कितना हुआ विद्यार्थी एक दशमलव पाँच का tan नहीं tan इन्वेर्से विद्यार्थी 5650 विद्यार्थी 6 डिग्री 56 दशमलव 3 विद्यार्थी डिग्री ओके डिग्री ये कैसे आया विद्यार्थी स्लाइड देखे समय 2246 नहीं ये नहीं आप tan 56 बता रहे हैं विद्यार्थी 33 डिग्री विद्यार्थी 15 15 विद्यार्थी जी 15 ठीक है तो देखा आपने ये कितना संवेदनशील है जब ये 55 है हमे 1428 मिला लेकिन जब ये 563 अर्थात सिर्फ 13 डिग्री का अंतर तो आपको एकदम सही मान 15 प्राप्त होता है मैं इसे जब 52 ले रहा था तो वास्तविकता में मुझे लगता है ये करीब 40 और 23 डिग्री था यदि इसे आप इतना लेते है तो उसके अनुसार ही यहाँ मिलेगा विद्यार्थी यदि आप शुद्धता से प्रेक्षण और पाढ्यांक लेते हैं ये लगभग 55 डिग्री होगा मैने इसे शुद्धता से 563 ले लिया है यदि आप दोनों स्केल वर्नियर से भी पाढ़यांक लेते है आपको बिल्कुल सही नतीजे मिलेंगे ये नतीजे मापे गए कोण पर ही निर्भर हैं मैने आपको बताए और दिखाया की कैसे जरा सा अन्तर से परिणाम कितने अलग आते हैं मुझे ऐसा मान मिला क्यूकी हमने रफ पाढ़यांक लिया था वर्नियर पाठ्यांक नहीं लिया इत्यादि इत्यादि सिर्फ आपको गणना का तरीका समझने के लिए यह एक बहोत ही अच्छा प्रयोग है बस प्रिस्म को इस स्पेक्टरोमिटर पर रखे और यह तैयार फिर आप कोण बदल कर प्रवर्तित किरणों को देखते है ध्रुवक को विभिन्न स्थितियों में रख कर की आपको शून्य तीव्रता मिल रही है या नहीं इस तरह से आप उस आपतन कोण को ज्ञात करते हैं जिसके लिए ध्रुवक में प्रकाश की तीव्रता किसी स्थिति में शून्य हो अर्थात इस आपतन कोण पर परवर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित है और यह आपतन कोण ही ब्रूस्टरकोण है तो इस पाढ़यांक से सीधे तौर पर आप ब्रेव्स्टर कोण की गणना कर लेते हैं और फिर ब्रेव्स्टर कोण से अपवर्तनांक μ की गणना कर सकते हैं ये काफी अच्छा प्रयोग है ध्रुवण का इससे हम ध्रुवण का अध्ययन आसानी से कर सकते हैं इस कड़ी में यह कहना होगा की ये ब्रेव्स्टर का काफी बेहतरीन आइडिया था बहुत ही सरल तरीके से सिर्फ परावर्तन का इस्तेमाल कर के कोई भी समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं तो अब इतना ही ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आपका धन्यवाद